गुड मॉर्निंग दोस्तों बिज़नेस लेटर्स और मेमोस के लेक्चर के दूसरे भाग में आपका फिर से स्वागत है यदि आपको याद हो तो पहले भाग में हमने बिज़नेस लेटर्स और मेमोस के बीच अंतर की बात की हमने उनके लहज़े में उनकी संरचना में उनके फॉर्मेट मे अंतर देखा यहाँ पर हम अपना ध्यान बिज़नेस लेटर्स पर केंद्रित करेंगे और हम उसके विभिन्न भागो को भी देखेंगे जैसा की आपको पता है हम छ महत्वपूर्णC's की बात कर चुके है यहाँ पर हम बिज़नेस पत्रों के विभिन्न भागों पर ध्यान देंगे अब आप कई बार सोच रहे होंगे की क्या हमको बिज़नेस पत्रों की आवश्यकता है ये आज भी महत्वपूर्ण है और इसे वापस चलन में लाना होगा व्यापारको बाधारहित चलाने के लिए आजकल कई युवाओं को ईमेल लिखने की आदत है उन्हें शायद पत्र लेखन की बारीकियां नहीं पता है तो व्यक्तिगत पत्रों को तो भूल जाओ हो सकता है की आप व्यक्तिगत ईमेल अच्छे से लिख सकते होंगे पर व्यापारिक दुनिया में कई बार आवश्यकता और संगठन मांग पर आपको बिज़नेस पत्र लिखना पड़ता है अब वो लोग जो बिज़नेस पत्रों के भागों के बारे में नहीं जानते है तो मेरे विचार से ये बेहतर होगा कि हम बिज़नेस पत्रों के विभिन्न भागों की समझ ले क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग किसी संगठन में कार्यरत है जब आपको पत्र लिखने का अवसर मिलता है तो आपको एक लेटर हेड उपलब्ध कराया जाता है इसलिए बिज़नेस लेटर्स का पहला भाग है हैडिंग या लेटरहेड तो अब हैडिंग क्या है अब हैडिंग सबसे ऊपर बीच में आती है जो की पहले से छपा होता है वास्तव में ये संगठन के नाम पता फ़ोन नंबर फैक्स नंबर ईमेल आई डी और वेबसाइट के ब्योरे को बताता है पर जिन संगठनों में ये नहीं होता है वहाँ आपको सुनिश्चित करना होता है कि आप स्वयं ये सब लिख सकते है क्योकि जब आप पत्र लिखते है तो दूसरी पार्टी या पत्र प्राप्त करने वाला जानना चाहता है कि आप कहाँ से है इसलिए पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो है हैडिंग और लेटरहेड हैडिंग के बाद तारीख आती है पत्र जैसा की पहले मैंने कहा कि ये रिकॉर्ड का एक हिस्सा है इसलिए तारिख बहुत ज़रूरी है एक पांच साल पहले लिखा गया पत्र कभी ज़रुरत पड़ने पर लोगो के सामने लाया जा सकता है इसलिए तारिख ज़रूरी है अब हमको तारिख कहाँ लिखनी चाहिए वो अब हम देखेंगे तारिख के बाद रेफेरेसेस आता है व्यापार में वास्तव में हम एक दूसरे से किसी न किसी अति आवश्यता या ज़रुरत के कारण बात करते है और इसलिए हमको उस सन्दर्भ की बात करनी होती है जिसको हम ध्यान में रख कर बात कर रहे है और जब एक संगठन बहुत सारे पत्रों का आदान प्रदान करता है तो पहले के लिखे गए पत्र भी महतवपूर्ण हो जाते है क्योकि हम उनको सज्ञान में लेकर बात करते है इसलिए आपको बहुत सारे पत्रों में रिफरेन्स नंबर मिलता है तारिख के अलावा उसके बाद इनसाइड एड्रेस दिया जाता है तो अब इनसाइड एड्रेस क्या है ये इनसाइड एड्रेस अंदर लिखा पता उस व्यक्ति का पता होता है जिसे आप पत्र लिख रहे है मेरा अभिप्राय है की हम उनको प्राप्तकर्ता कह सकते है मेरा तात्पर्य है वो व्यक्ति जिसको आप संबोधित कर रहे है और फिर आता है सब्जेक्ट लाइन क्योंकि ये एक व्यक्तिगत पत्र नहीं है और जब आप एक बिज़नेस लेटर लिख रहे है तो व्यवसायिक व्यक्ति देखेगा की पत्र क्यों लिखा गया है और उसका सन्दर्भ क्या है इसलिए सब्जेक्ट लाइन देनी चाहिए सब्जेक्ट लाइन पत्र का उद्देश्य बताती है सब्जेक्ट लाइन के बाद सैलूटेशन सम्बोधन आता है यदपि जो लोग ईमेल लिखते है वो शायद सैलूटेशन salutation सम्बोधन की आवश्यकता भूल चुके होंगे ईमेल में भी ये आवश्यक है बहुत सारे संगठनों में ईमेल भी अब औपचारिक है उनको हर जगह स्वीकार किया जा रहा है तो अभिवादन बहुत आवश्यक है वास्तव में आप व्यक्ति को नमस्कार कर रहे है आप दूसरे व्यक्ति को सम्बोधित कर रहे है मेरा तात्पर्य है प्राप्तकर्ता को फिर बारी आती है पत्र की बॉडी की अब देखने जा रहे है बॉडी का उद्देश्य बॉडी तीन भाग हो सकते है पहला ओपनिंग पैराग्राफ होता है और ओपनिंग पैराग्राफ जिसमे आप पत्र के उद्देश्य के बारे में बात करेंगे दूसरा भाग होता है पूरे मुद्दे का विवरण देना और जो कुछ भी स्थिति की आवशयकता हो और फिर तीसरा भाग में हम पत्र समाप्त कर देते है आप फिर मुद्दे पर ज़ोर देते है और वो करते है जो भी स्थिति की आवश्यकता हो और फिर हस्ताक्षर की बारी आती है और फिर हम समाप्त कर देते है तो अब इन सबको सावधानी से लिखे क्योकि पत्र को पहचान और महत्व केवल पत्र के विवरण से ही नहीं बल्कि उसकी बनावट से भी मिलता है और जैसे उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है आप जिस संगठन में काम करते है उसमे पत्र की एक तरह की बनावट होती है इसलिए जब आप एक संगठन में काम करते है तो ध्यान रखे की आप संगठन का लेटरहेड का तरीका ही अपनाय और उस पर ही लिखे जिस तरह से आपके संगठन में पत्र वयवहार चलता हो जब आप तारिख लिखे तो महीने का नाम पूरा लिखे और तारिख की लाइन लेटरहेड से दो लाइन छोड़कर आएगी लेटरहेड हमेशा केंद्र में होगा और आपको दो लाइन्स की जगह छोड़कर फिर तारिख लिखनी है अब ये इस बात पर निर्भर करता है की आप कौन सा फॉर्मेट या रूपरेखा का अनुसरण कर रहे है यदि आप फुल ब्लॉक फॉर्मेट का पालन कर रहे है तो तारिख बाये तरफ आएगी हम आगे इसकी चर्चा करेंगे इसलिए यहाँ आप देख सकते है हमारे पास तारीख लिखने दो तरीके है तो महीने का नाम पूरा लिखा जायेगा उदाहरण के तौर पर यदि आज अक्टूबर 7th है तो हमको लिखना चाहिए अक्टूबर 7 और फिर २०१९ आपको अर्धविराम ज़रूर लगाना चाहिए कई जगह लोग अर्धविराम नहीं प्रयोग करते है अब फिर संगठन में जो पालन किया जाता है उसके अनुसार लिखिए फिर जैसा मैंने कहा तारिख लेटरहेड से दो लाइन छोड़कर लिखनी चाहिए आप यहाँ देख सकते है ये वास्तव में ब्रिलियंट टुटोरिअल मालवीय नगर वाराणसी का लेटरहेड है यहाँ हमने पूरा पता नहीं लिखा है पर हमको पूरा पता लिखना होता है और फिर उसके बाद दो लाइन छोड़कर हम तारिख लिखते है 7 अक्टूबर 2019 कई संगठनों में जब आप पत्र लिखते है तो पत्र काफी लम्बे हो जाते है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए यदि आप पत्र को एक पन्ने के बाद भी जारी रख रहे है तो जारी रखने वाले पन्ने के लिए लेटर हेड का प्रयोग न करे तो लेटरहेड का प्रयोग एक से ज़यादा पेज का लेटर लिखने के लिए न करे जिस दूसरे पेज पर आप पत्र जारी रख रहे है उसकी हैडिंग पर इनसाइड लेटर की पहली लाइन लिखनी चाहिए ये बताने के लिए की आप किसको लिख रहे है तो यदि आपका पत्र दूसरे पेज तक जारी रहता है तो कृपया लेटरहेड का प्रयोग न करे बल्कि दूसरे सामान्य पन्ने का प्रयोग करे पर आपको इनसाइड एड्रेस की पहली लाइन जारी रखने वाले पन्ने पर लिखनी है तो इसलिए ये आवश्यक है कई बार लोग कुछ महत्वपूर्ण बाते भूल जाते है और उनसे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और याद रखिये जब आप पत्र लिखते है तो आप उस संगठन के प्रतिनिधि होते है इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए की ध्यान रखे की संगठन की छवि बनी रहे तारीख लिखने के बाद अगली चीज़ होती है इनसाइड एड्रेस इनसाइड एड्रेस उस व्यक्ति का पता होता है जिसको आप पत्र लिख रहे है तो आपको इसमें क्या करना चाहिए जब आप इनसाइड एड्रेस लिख रहे है तो यदि व्यक्ति की कोई उपाधि है तो उसको लिखिए अब उनका अभिवादन करते है इसलिए आप श्री सुश्री श्रीमती या डॉक्टर लिखते है पर ये केवल एड्रेस लाइन में लिखते है कोई डॉक्टर हो सकता है कोई प्रोफेसर हो सकता है कोई कर्नल हो सकते है तो ये सब लिखे जाते है ये संक्षिप्त तरीके से लिखे जाते है यहाँ पर आप उस व्यक्ति का पता इनसाइड एड्रेस में लिखते है यहाँ पर मैं जानबूझ कर ईमेल और बाकि सब छोड़ दिया है पर आपको लिख सकते है ये ठीक होगा तो अब यहाँ उस व्यक्ति का पूरा नाम लिखना चाहिए पूरा नाम कुछ इस तरह कर्नल जन्मेजय कुमार नारायण ये उस व्यक्ति का पूरा नाम है जिसे आप पत्र लिख रहे है और फिर यहाँ पता आता है ५६ मेन पार्क मिलिट्री क्वार्टर्स चंडीगढ़ जो कुछ भी हो पिन कोड भी दीजिये तो इनसाइड एड्रेस लिखने के बाद हम सैलूटेशन salutation सम्बोधन पर आते है सैलूटेशन पत्र में पहला चरण होता है जब किसी व्यक्ति को पहली बार सम्बोधित करते है मान लीजिये आप एक व्यक्ति को पत्र लिख रहे है और उस व्यक्ति का लिंग नहीं जानते है तो इस स्थिति में आप प्राप्तकर्ता का पूरा नाम बिना उपाधि केमतलब आपको डॉक्टर या प्रोफेसर या जो भी उपाधि है लिखने की ज़रुरत नहीं है तो बेहतर होगा कि आप कुछ इस तरह लिखे प्रिये चरण शर्मा कई देशो में यदि आप व्यक्ति को उसके पहले नाम से भी सम्बोधित करे तो उसको अच्छा मानते है परन्तु ये भिन्न देशो में भिन्न होता है परन्तु आप ऐसे व्यक्ति को लिख रहे है जिसके साथ आपका पहले से व्यापारिक सम्बन्ध है और पत्रों का आदान प्रदान होता है तो आप कुछ इस तरह लिख सकते है प्रिये शिल्पी क्योकि आप उस व्यक्ति को पहले से ही जानते है इसलिए आप उसे पहले नाम से सम्बोधित कर रहे है परन्तु यदि आप उस व्यक्ति को नहीं जानते है उससे परिचित नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते है प्रिये सिंह यहाँ पर आपको उस व्यक्ति का पूरा नाम नहीं लिखना चाहिए आप उनको जानते है पर उनका एक पद है और वो देना चाहिए अब सैलूटेशन salutation अभिवादन कहाँ लिखे सैलूटेशन को इनसाइड एड्रेस से दो लाइन छोड़कर लिखे मान मन लीजिये ये इनसाइड एड्रेस है और और उसकी आखिरी लाइन ये है तो यहाँ से दो लाइन छोड़ दे फिर सैलूटेशन लिखे तो आजकल सैलूटेशन बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे दोस्तों परन्तु याद रहे ईमेल का बहुत ज्यादा प्रयोग करने के कारण युवा लोग सैलूटेशन भूल गए है पर याद रहे प्राप्तकर्ता हमेशा आपकी तरह जवान ब्यक्ति नहीं होता शायद वो अनुभवशाली हो इसलिए सैलूटेशन देना बहुत ज़रूरी है और एक जिम्मेदार और सतर्क लेखक के तौर पर आप उससे न्याय करते है उसके बाद सब्जेक्ट लाइन आएगी जैसा की मैंने पहले कहा सब्जेक्ट लाइन बताती है की पत्र किस विषय पर है और सब्जेक्ट लाइन सैलूटेशन से एक लाइन छोड़कर लिखी जाती है जो भी विषय हो उसे लिखते है उसके बाद पत्र का बॉडी आती है पत्र की बॉडी को हम पत्र का ह्रदय बोल सकते है क्योकि इसी में आप व्यपार करते है और जब शुरू करते है तो आप बताते है की आप क्या कहने जा रहे है तो जब आप पत्र की बॉडी लिखना शुरू करते है तो उसे सैलूटेशन से दो लाइन छोड़कर शुरू करे सैलूटेशन के बाद आप अपना पत्र शुरू करे आपके पत्र की पहली लाइन या बॉडी के पहले पैराग्राफ की पहली लाइन पत्र के उद्देश्य के बारे में होगी स्वाभाविक रूप से अपने लेखन की आवश्यकता के अनुसार आप पता लगा सकते है की पत्र बड़ा होगा की छोटा क्योकि आप मुद्दे का विवरण देंगे तो स्वाभाविक रूप से ये दो या तीन पैराग्राफ में होगा तो ध्यान रखिये की पैराग्राफ में आप एक ही लाइन का अंतर रखेंगे और पैराग्राफ के बीच में दो लाइन का अंतर रखेंगे आप जानते है विनम्रता और शिष्टाचार से मेरा तात्पर्य क्या है जब आप बिज़नेस लेटर लिख रहे है तो एक लाइन का अंतर और दो लाइन का अंतर पैराग्राफ में रखने का ध्यान रखे जैसा की मैंने कहा विषय सामिग्री के अनुसार आप पत्र की बॉडी को तीन पैराग्राफ में बाँट सकते है और अगर आप चाहे की आपको बड़ा पत्र लिखना है तो विषय सामग्री को तीन पैराग्राफ में समायोजित करे ये थोड़ा बड़ा भी हो सकता है परन्तु जब पत्र बड़ा हो जाता है तो क्या होता है की तो वाक्य के अंत तक वो अधूरा रहता है तो बहुत सारे लोग क्या करते है वो वास्तव में आखिरी शब्द को अगले पन्ने में लिख देते है ये सही विचार नहीं है तो शब्दों को दो पन्नो के बीच में न बांटे बेहतर होगा कि पत्र को समाप्त कर दे या वाक्य वही अंत कर दे ताकि अगला वाक्य अगले पन्ने से शुरू हो क्योंकि इससे पत्र के पाठक को मुश्किल होती है तो एक ईमानदार पत्र लेखक और एक सतर्क व्यक्ति होने के नाते आप देखते है की आप शब्दों को दो पन्नो के बीच न बांटे इसके बाद हम प्रशस्ति समाप्ति या कम्प्लीमेंटरी क्लोज़र की तरफ बढ़ते है अब कम्प्लीमेंटरी क्लोज़र क्या है कम्प्लीमेंटरी क्लोज़र को बॉडी के भाग में लिखा जाता है आप वास्तव में पत्र समाप्त कर रहे होते है तो तीनो पैराग्राफ लिखने के बाद कम्प्लीमैंटरी क्लोज़र लिखते है अब आप पत्र समाप्त कर रहे है परन्तु पत्र समाप्त करने से पहले आपको उसे बंद करना होता है और उसी को कम्प्लीमेंटरी क्लोज़र कहते है तो कम्प्लीमेंटरी क्लोज और बॉडी के आखिरी लाइन के बीच दो लाइन का अंतर होना चाहिए बहुत सारे लोग जब पत्र लिखते है तो वो दोनों शब्दों आखिरी लाइन और कम्प्लीमेंटरी क्लोज के बीच अंतर नहीं समझ पाते है तो एक साधारण तरीका है की जब पत्र शुरू करे तो आप लिखते है प्रिये शिल्पी या जो कुछ भी नाम हो जब आप व्यक्ति को नहीं जानते है साधारण तरीका है आप लिखते है माननीय महोदय और महोदया कई बार लोग लिखते है माननीय महाशय और महाशया ये सब निर्भर करता है कई चीज़ो पर क्योकि आप को व्यापर करना होता है तो इसलिए बेहतर है की एकतरह का सम्बन्ध बना कर रखे ये रेपो सम्बन्ध बनती है जब आप व्यक्ति को जानते है यदि हम नहीं जानते है तो हम उन्हें बहुत अच्छे और सभ्य तरीके से सम्बोधित करते है तो जैसा की साधारण तरीका है की स्वयं को किसी भी तरह के तर्क वितर्क और विवाद से दूर रखे और लिखे योर्स सिंसिअरली Yours sincerely आपका भवदीय बहुत सारे युवाओ की आदत होती है दोनों शब्दों को बड़े अक्षर में लिखने की जो की गलत है तो केवल कम्प्लीमेंटरी क्लोज के पहले शब्द को बड़े अक्षर में लिखे उदाहरण के लिए यदि आप लिखते है योर्स और फिर फैथ्फुली या सिनसेरेली तो पहले शब्द का पहला अक्षर बड़े अक्षर में लिखे दूसरे शब्द पहला अक्षर बड़े अक्षर में न लिखे और फिर ये भी देखा गया है की वर्ड प्रोसेस में लिखते समय दोनों अक्षर बड़े कर दिए जाते है जो की गलत है तो जब कम्प्लीमेंटरी क्लोज लिखते है तो उसको लिखने के कई तरीके है योर्स फैथ्फुली योर्स सिनसेरेली योर्स कॉर्डली कई लोग योर्स रेस्पेक्टफुल्ली भी लिखते है वो कई बार उसको पलट कर ऐसे भी लिखते है ट्रूली योर्स यदि ये ट्रूली योर्स है तो केवल पहला अक्षर बड़े अक्षर में होना चाहिए न की योर्स कभी जब आपका प्राप्तकर्ता के साथ लम्बे समय से व्यापारिक सम्बन्ध होता है तो आप लिख सकते है योर्स वैरी ट्रूली ये कुछ तरीके है जैसा मैं कहता आ रहा हूँ की पत्र केवल सम्बन्ध से ही नहीं बनता है बल्कि साख से भी बनता है इसलिए जब आप कम्प्लीमेंटरी क्लोज लिखते है तो इसका मतलब है अब आप आज्ञा ले रहे है समाप्त करने की और जब समाप्त करते है तो आप क्या करते है कि जो कार्य आप चाहते है उसको आप प्रकट करते है है की नहीं तोपत्र की समाप्ति भी महतवपूर्ण है आपने देखा होगा की बहुत सारे लोग जो पत्र को समाप्त करते है वो कई बार बहुत अवयवस्थित तरीके से ख़तम कर देते है और कई बार वो पार्टीसिपल से ख़तम कर देते है पार्टीसिपल एंडिंग क्या है उदाहरण के लिए होपिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पांस लुकिंग फॉरवर्ड वेटिंग फॉर ये अब तरीके गलत है दोस्तों तो कृपया इस तरह की पार्टीसिपल एंडिंग्स से बचे बल्कि ये बेहतर होगा है और ये ही सलाह दी जाती है की पूरे वाक्य का प्रयोग करे जैसे की वी लुक फॉरवर्ड टू योर रिस्पां या वी लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर रिस्पांस या वी होप टू रिसीव आ प्रॉम्ट रिप्लाई इन दिस रेगार्ड मेरा अभिप्राय है की कम्पलीट सेंटेंस या पूरे वाक्य ही आमंत्रित है और जब आप समाप्त करे तो केवल अंत में आप मुद्दे पर ज़ोर डाले और सुनिचित करेंगे की कार्य किया जायेगा तो अंत कार्य के लिए गुहार के साथ करे कार्य के लिए गुहार क्या है और प्रशंसा भी प्रकट करे वैसे तो आप शुरुआत में प्रकट करते है परन्तु जब पत्र समाप्त करे तो प्रशंसा ज़रूर होनी चाहिए यहाँ पर एक उदाहरण है जो मैंने कुछ पत्रों से लिया है हमारी योजना है आपको नवीनतम ब्रोसेर्स ५ नवमेबर तक भेजने की आप कह सकते है हम ५ नवंबर तक कुछ ऑर्डर्स भेज सकते है अब आप देखते है की आप का तरीका बातचीत वाला है और आप चिंता व्यक्त कर रहे है क्योकि आप दूसरी पार्टी को सेवा देना चाहते है तो आप कहते है इससे हमको आपका आर्डर समायोजित करने में और आपको समय पर माल भेजने में सुविधा होगी याद है हमने पहले के लेक्टर्स में हमने यू ऐटिटूड You attitude या आप महत्वपूर्ण है की बात की थी क्योकि आपको ग्राहक बनाकर रखना है इसलिए आप यू ऐटिटूड बनाये रखते है आप एक या दो बार उसका प्रयोग करते है तो जब आप पत्र समाप्त करते है तो आपको संतोष होता है की कुछ कार्य किया है और तो जब पत्र समाप्त करते आपको एक विश्वास होता है आप इस ख्याल में होते है की आपको आर्डर मिलने वाला है या आपने जो कुछ भी अनुग्रह किया है वो पूरा होने वाला है या आपको अनुकूल उत्तर मिलने वाला है इसलिए पत्र की समाप्ति बहुत महत्वपूर्ण है तो जब आप पत्र समाप्त कर तो लिखे योर्स फैथ्फुली सिनसेरेली रेस्पेक्टफुल्ली जो भी उपयुक्त है अपना पूरा नाम लिखे हस्ताक्षर के बाद याद रहे की ये व्यक्तिगत पत्र नहीं है व्यक्तिगत पत्र में क्योकि आपका दूसरी पार्टी से पहले से ही सम्बन्ध होता है तो आप केवल अपना नाम लिख सकते है केवल अपना पहला नाम भी परन्तु बिज़नेस लेटर में आपको अपना पूरा नाम लिखने होता है हस्ताक्षर के बाद आपका हस्ताक्षर नाम से भिन्न होगा क्योंकि कई बार पत्र कोई और टाइप करता है तो जब आप हस्ताक्षर करते है आप कलम से करते है परन्तु आपके हस्ताक्षर के बाद भी आपका पूरा नाम लिखा जाता है जिससे प्राप्तकर्ता को पता हो की पत्र किसने भेजा है इसे मत भूलें क्योंकि आप संगठन की तरफ से पत्र लिखते है तो आपका पद भी महत्त्व रखता है तो अपना पद भी लिखिए बिज़नेस पत्र में जिससे की आप लोगो को बता सके की पत्र कौन लिख रहा है और कौन भेज रहा है इसको समाप्ति में लिखे अंत में हम व्यापर में कई चीज़ो को सँभालते है तो कई बार आपको ब्रोचर भी भेजना होता है कई बार जिन चीज़ो का व्यपार होता है उनकी सूची भेजनी होती है कई बार हम आर्डर भेजते है रिफरेन्स भेजते है या और भी कुछ क्योकि व्यावसायिक दुनिया में कई उद्देश्यों से पत्र लिखे जाते है इसलिए उद्देश्य के अनुसार जब पत्र लिख रहे है तो आप महसूस करते है की कुछ सल्लघन भी ग्राहकों उपलब्ध कराना भी आवशयक है या कुछ सूचना प्राप्त कराना भी आवश्यक है तो एन्क्लोज़र enclosure सल्लघन वो होते है जो आप पत्र के साथ भेजते है तो जब ऐसा करे तो ध्यान रखे की इसमें कई वर्ग होते है आप उनको नंबर के अनुसार लगा सकते है यदि बहुत सारे सल्लघन हो तो क्योकि इससे दूसरी पार्टी को आपके बारे में अच्छा अनुभव होगा बिज़नेस पत्र लिखने का तरीका सीखने के बाद और और उसके भिन्न भाग देखने के बाद अब हम फॉर्मेट पर आते है दोस्तों आप जिस भी संगठन में काम करते है वो भिन्न प्रकार के फॉर्मेट प्रयोग करते है तो तीन प्रकार के फॉर्मेट हो सकते है कई बार चार भी होते हैं तो पहला है फुल ब्लॉक फॉर्मेट और वर्तमान में बहुत सारे संगठन फुल ब्लॉक फॉर्मेट प्रयोग करते है और फिर संशोधित या सरलतम फॉर्मेट होता है कई सारे संगठन सेमी ब्लॉक फॉर्मेट में लिखते है परन्तु ये भिन्न संगठनों पर निर्भर करता है अब हम पता लगाएंगे की इन सब फॉर्मेट के लिए क्या आवश्यक है इस स्लाइड में आप देखेंगे की मैंने आपको पहले ही ब्लॉक फॉर्मेट का उदाहरण दे दिया है इसे ब्लॉक फॉर्मेट क्यों कहते है फुल ब्लॉक फॉर्मेट में सब कुछ तारिख से लेकर सब कुछ लेटरहेड को छोड़कर लेटरहेड हमेशा बीच में ही होता है पर उसके अलावा सब कुछ बाए तरफ आता है मेरा तात्पर्य है पता इनसाइड एड्रेस बायीं तरफ होता है और फिर डिअर मिस्टर राठोड से लेकर आप किसी को इस तरह सम्बोधित करते है फिर सब्जेक्ट लाइन आता है और फिर सब्जेक्ट लाइन के बाद मैंने खाली जगह छोड़ दी है आप इसको भर सकते है फिर यहाँ आप अपने उद्देश्य के अनुसार अपना पत्र लिखेंगे शायद दो पैराग्राफ में हो या तीन पैराग्राफ मे और फिर जब कम्प्लीमेंटरी क्लोज या समाप्ति करे तो आप पूरा नाम लिखते है अपने हस्ताक्षर के बाद जैसा की मैंने कहा अपने पद के साथ इनसाइड एड्रेस बाए तरफ आता है और फिर वही लिफाफे पर होता है वही पता बॉडी में एक लाइन का अंतर होगा पैराग्राफ के अंदर जैसा की मैंने बताया था और पैराग्राफ बदलते समय दो लाइन का अंतर होगा तो ये है ब्लॉक फॉर्मेट आजकल ज्यादातर संगठन फुल ब्लॉक फॉर्मेट का ही प्रयोग करते है परन्तु आपको दूसरे फॉर्मेट फॉर्मेट भी पता होने चाहिए उदहारण के लिए मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट इन दोनों के बीच अंतर क्या है आपने दूसरा वाला पहले ही देखा है मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट में थोड़ा सा अंतर है और वो अंतर क्या है यद्यपि इनसाइड एड्रेस बाएं तरफ होता है और सम्बोधन हमेशा बाएं होता है केवल तारीख और हस्ताक्षर दाएं तरफ आता है पर समाप्ति बाएं तरफ आता है तो तारिख कम्प्लीमेंटरी क्लोज शिष्टतःपूर्ण अंत और हस्ताक्षर दाए तरफ आता है इनसाइड एड्रेस अटेंडशन लाइन attention line ध्यान केंद्रित करने वाली लाइन अटेंशन लाइन सब्जेक्ट लाइन है कई संगठनों में इसे अटेंशन लाइन कहते है और फिर सम्बोधन को बाये हाशिये की तरफ करते है ओपन पंक्चुएशन का प्रयोग करते है और मुख भाग या बॉडी के पैराग्राफ को ब्लॉक फॉर्मेट में रखते है पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है मेरा मतलब है हर एक पैराग्राफ में एक लाइन का अंतर होता है तो आपके संगठन में जो भी फॉर्मेट का पालन किया जा रहा है उसके अनुसार आप आगे बढ़सकते है दोस्तों और पत्र लिख सकते है अब आखिरी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है ये सरल फॉर्मेट सरल किया गया है क्योकि ये किसी व्यक्ति विशेष को सम्बोधित नहीं करता है अपितु ये संगठन को सम्बोधित करता है जब आपको नहीं पता होता है की आप किस व्यक्ति को पत्र लिख रहे है तो संगठन को लिख रहे होते है दोस्तों जब आप संगठन को लिखते है तो किसी भी सैलूटेशन किसी कम्प्लीमेंटरी क्लोज की आवश्यकता नहीं होती है उसमे न तो सैलूटेशन होता है न कम्प्लीमेंटरी क्लोज आपको लेटरहेड के तुरंत बाद लिखना शुरू करना होता है वहां कोई सैलूटेशन नहीं होगा परन्तु इनसाइड एड्रेस होगा परन्तु इनसाइड एड्रेस में आप संगठन का नाम लिख्नेगे फिर सब्जेक्ट लाइन या अटेंशन लाइन आएगी तारिख कम्प्लीमेंटरी क्लोज और हस्ताक्षर को दाए हाशिये पर रखेंगे जैसा की हम पहले देख चुके है सब्जेक्ट लाइन को अपर केस या बड़े अक्षरों में लिखेंगे परन्तु सब्जेक्ट या अटेंशन लिखने की आवश्यकता नहीं है कई बार आप अटेंशन लिखते है क्योकि आप संगठन को लिख रहे है आप लिख सकते है क्योकि आप उस व्यक्ति का नाम नहीं जानते जिसे आप लिख रहे है आप निदेशक या वित्तीय विभाग या मुख वित्तीय विभाग को लिखते है परन्तु याद रहिये की सब्जेक्ट लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है जब हम पत्र लिखे तो हमको सावधान होना होता है जब पत्र लिखे तो इस बात का ध्यान रखे की आप न तो केवल वो फॉर्मेट का पालन करे जो आपके संगठन में अनुसरित किया जाता है बल्कि आपको देखना चाहिए की उदाहरण के लिए यदि आप एक व्यक्ति विशेष को लिख रहे है तो जैसा मैंने कहा की आप उसका नाम लिखे आप उन्हें अभिवादन से सम्बोधित करे परन्तु क्योकि आप व्यक्ति विशेष को नहीं लिख रहे है आप संगठन को लिख रहे है तो आप लिख सकते है टाइटन कंपनी और फिर आप अटेंशन लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है आप सब्जेक्ट लाइन को अपर केस या बड़े अक्षर में लिखते है जैसे आप चेयरमैन बड़े अक्षर में लिख सकते है और फिर अंत में जब आप ये सब कर लेते है तो पत्र को भेजने की बारी है जब पत्र लिखते है तो याद रखिये की उसकी रूरेखा ठीक से बनाये सेशन को ख़तम करने से पहले याद रखिये ई ऍम फोस्टर ने कहा था पत्र को श्रेष्ट पत्रों में वर्गीकृत होने के लिए दो परीक्षा से गुजरना पड़ता है जब आप श्रेष्ट पत्र लिखने का प्रयास करते है तो आप एक व्यक्तित्व को प्रकट करते है जैसा की मैंने शुरू में भी कहा यदीपि आप संगठन की तरफ से लिख रहे है परन्तु आप व्यक्ति को लिख रहे है और जो व्यक्ति आपका पत्र पढ़ रहा है वो आपके व्यक्तित्व कि कल्पना कर सके पत्र को एक श्रेष्ट पत्र बनाने के लिए उसको दोनों का व्यक्तित्व प्रकट करना चाहिए लेखक का और प्राप्तकर्ता का क्योकि ये दो तरफ़ा प्रक्रिया है तो जब हम बिज़नेस लेटर लिखते है तो हमको ई ऍम फोस्टर जो कहते है याद आता है की इसको दो परीक्षाओ से गुजरना पड़ता है इससे पहले की वो श्रेष्ट वर्ग में रखे जाये उसको व्यक्तित्व प्रकट करना चाहिए लेखक और प्राप्तकर्ता दोनों की क्योकि हम पत्र से सम्बन्ध स्थापित करते है आप ऐसे उदाहरण के कई पत्रों को देख सकते है आप बिज़नेस लेटर को लिखने का अभ्यास कर सकते है क्योकि पत्र रिकॉर्ड का एक हिस्सा होते है और पत्र ये भी बताते है की लेखक कौन है समय बीतने के साथ जब आप संगठन में नहीं होते तो आपके लिखे पत्र लोगो को आपकी याद दिलाते है संगठनों और व्यक्तियों द्वारा कई पत्र लिखे जाते है ऐसा देखा गया है की बहुत सारे साहित्य प्रेमी अपने भावनाओ को पत्रों द्वारा प्रकट करते है और उनके पत्र किताबो में या निबंधों में परिवर्तित कर दिए जाते है परन्तु जब आप पत्र व्यवसायिक उद्देश से लिख रहे हैं तो इनमे थोड़ा अंतर होता है आपको देखना चाहिए कि आपके व्यापारिक सम्बन्ध बिना ज्यादा औपचारिक हुए बने रहे क्योकि औपचारिकता एक पैमाना है और व्यवसाय में बिज़नेस लेटर्स की गरिमा है तो अब इसको यही समाप्त करते है आप सबका दिन शुभ हो और मैं भविष्य में आपको श्रेष्ट पत्र लिखते हुए देखने की आशा करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद्